प्राणि कोशिका संवर्द्धन अथवा कोशिका संवर्द्धन तकनीक में व्याख्यानों की श्रंखला में वापस से स्वागत है तो पहले सप्ताह में हमने विषय का परिचय दिया और फिर हम संवर्धित कोशिकाओं की जैविकी के विभिन्न पहलुओं को खोजते गए तो यदि हम पूर्वावालोकन करें जब हमने कोशिकाओं को संवर्धित करने के बारे में चर्चा की हमने इस बारे में बात की आप जानते हो ऊतक का एक हिस्सा लेते हैं एक एकल निलंबन बनाते हैं और फिर आप इसे एक डिश पर संवर्धित करते हैं तो पहली बात जिस पर विचार किया जाना है ऑक्सीजन के लिए इन कोशिकाओं की कोशिका की मांग क्या है तो हमने किसी तरह की एक स्थिति की बात की एक वातावरण बनाने की जहां उपयुक्त ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखा जा रहा है तब डिश पर जहां आप कोशिका को संवर्धित कर रहे हैं उसे आपके वातावरण के अनुरूप कोशिका के बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स का अनुकरण करना चाहिए जो कि प्राणी कोशिका है और हमने बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स की भूमिका के बारे में चर्चा की कि कैसे यह सीमेंटिंग पदार्थ कोशिका के भविष्य निर्धारण में सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं इसके पश्चात वास्तव में जब चिपकने वाली कोशिकाओं की चर्चा कर रहे हैं हमने वर्गीकरण के बारे में चर्चा की व्यक्ति को समझना होगा यह चिपकने वाली कोशिका है जिसे हम संबोधित कर रहे हैं या हम ना चिपकने वाली कोशिकाओं को संबोधित कर रहे हैं इसके बाद ही हमने कोशिका चक्र प्रवाह के बारे में चर्चा की क्या हम सीमित समय विभाजन वाली कोशिकाओं के साथ काम कर रहे हैं अथवा हम पूर्णतया विभेदित कोशिका के साथ काम कर रहे हैं और हमने कुछेक तकनीकों का परिचय दिया कोशिका चक्र कोशिका विभाजन का नेतृत्व करता है जिसके बाद विभेदन होता है और विभेदन के समय जहां कोशिका खो देती है अपनी परिभाषा के अनुसार सदैव के लिए अपनी कार्यकी खो देती है जो कि माना जाता है यह विभेदन के बाद करेगी फिर हमने चर्चा की निर अनुकूलन के बारे में जहां की कोशिका जिसे कि माना जाता है एक विशेष कार्य प्रस्तुत करेगी निर अनुकूलित होती है अथवा कि एक विशिष्ट परिस्थिति में प्रदर्शित नहीं करेगी लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है देखें अन्य शब्दों में निर अनुकूलन एक प्रतिवर्ती घटना है इस प्रकार वहां पर कुछ एक बिंदु है और अंततः मैंने आपको समझने के लिए जोर दिया कि एक कोशिका कितने पथो को पंक्तिबद्ध करती है मान ले कि आप एक सेल लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इम्मोर्टलाईजड हो चुकी हैं या यह असंख्य चक्रों को विकसित कर सकती हैं लेकिन तब एक बुनियादी सवाल आता है कि एक व्यवहारिक संख्या क्या है वास्तव में एक कोशिका का अतिप्रयोग संभव है आप जानते हैं विभाजन के लिए जो कि हम देख रहे हैं इसलिए व्यक्ति को वास्तव में उसे जानना चाहिए क्योंकि नहीं तो हर एक पथ के बाद एक कोशिका एक जीवन चक्र से गुजरती है और कोशिका अपने कुछ टीलोमियर को खो देती है और अंततः इसकी ढेर सारी कार्यकी जोखिम में पड़ जाती हैं लेकिन तब यह सब निर्भर करता है कि आप कोशिका से कैसे बर्ताव करते हैं और किस उद्देश्य के लिए आप कोशिका को विकसित कर रहे हैं क्या आप इसका इस्तेमाल एक सेंसर अनुप्रयोग के लिए कर रहे हैं अथवा आप इसका उपयोग कोशिकीय स्तर पर होने वाली कुछ घटनाओं को समझने के लिए कर रहे हैं या कि आप इनका उपयोग किसी प्रकार की हाइब्रीडोमा तकनीक के लिए कर रहे हैं जैसे आप जानते हैं प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए या आप इसका उपयोग कुछ अन्य एक्स वाई जेड x y z रसायन के उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो वह विशेष पहलू निर्धारित करेगा कि कितनी सतर्कता के साथ आपको किसी कोशिका प्रकार के साथ बर्ताव करना चाहिए तो दूसरे सप्ताह की शुरुआत उन पहलुओं को संक्षिप्त करते हुए करते हैं जिसे हमने पहले से ही संबोधित किया है और कुछ अन्य पहलू जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की उनसे शुरुआत करते हैं तो हम दूसरे सप्ताह व्याख्यान एक में हैं W 2 L 1 तो संवर्धित कोशिकाओं की जैविकी के बारे में बात कर रहे हैं तो बिंदु जिसे हम पहले ही संबोधित कर चुके हैं वह है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण जो कुछ भी हम बनाए हुए हैं हमने बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स के बारे में बात की और हमने चिपकने वाली और ना चिपकने वाली कोशिकाओं के बारे में चर्चा की फिर हमने कोशिका चक्र प्रवाह के बारे में बात की तो हमारे पास माइटोसिस के चरण जी 1 अवस्था संश्लेषण चरण जी 2 अवस्था रही होंगी और कोशिका विभाजन की चर्चा की फिर हमने विभेदन इसके बाद निर्विभेदन एवं निर अनुकूलन के बारे में चर्चा की यह वही है जिसे हमने पहले ही समाविष्ट कर लिया यह भाग हमारे साथ है वहां पर कुछ और बिंदु है संवर्धित कोशिका की जैविकी को पूरी तरह से आंकने के लिए जिसके साथ हम व्यवहार करेंगे और एक बहुत ही सूक्ष्म महत्वपूर्ण चीज जिसके साथ हम व्यवहार करेंगे वह है पीएच वह कौन सा पीएच जिसके अंतर्गत एक कोशिका निर अनुकूलित होती है तो सामान्यता हम जानते हैं कि हमारे शरीर का पीएच 7 है लेकिन जब आप कोशिका को विकसित कर रहे हैं वहां पर या हमें इसे अन्य तरीके से रखना चाहिए जिस समय कोशिकाएं आपके शरीर में विकसित हो रही हैं हमारे पास यहां रुधिर है जो कि इस माध्यम से दिख रहा है आपके पास यह बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स प्रोटीन हैं बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स का घोल जो लगातार उस जगह को धो रहा है इसे एक पीएच 7 बनाने को सुनिश्चित कर रहा है तो कोशिका संवर्धन के बारे में बात करते हैं मात्र अपनी कल्पना की खातिर इसके बारे में सोचें यहां हमारे पास एक डिश है और इस डिश में हमारे पास कोशिकाएं हैं जो कि इस अर्धचंद्राकार आकार को विकसित कर रही हैं या कोशिकाएं हैं और यहां आपके पास मीडियम है जिसमें कि वे विकसित हो रही हैं अब कोई कैसे इस मीडियम के पीएच को नियंत्रित कर सकता है और किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि किस तरह के पीएच को कोशिकाएं वरीयता देंगी मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं उदाहरण के लिए देखें हमें आमाशय की कोशिकाओं का संवर्धन करना होगा जो भोजन को वास्तव में एक बहुत ही अम्लीय पीएच पर पचाता है शरीर क्रियाविज्ञान के हमारे ज्ञान से हमें पता है की यह अम्ल उत्पादन कोशिकाओं द्वारा पराइटल कोशिकाएं चीफ कोशिकाएं जो कि मौजूद हैं उसके लिए इस उदाहरण को आमाशय में लेते हैं जो कि बहुत ही अधिक अम्लीय पीएच पर कार्य करता है तो इसका मतलब हुआ 7 से कम तो कोशिकाएं जो कि इसमें शामिल है वह पराइटल कोशिकाएं चीफ कोशिकाएं हैं यह सभी विभिन्न कोशिकाएं या कोशिकाएं बहुत ही कम पीएच पर समय की एक क्षणिक अवधि के लिए टिक सकती हैं क्योंकि वास्तव में आमाशय में यह नहीं है कि यह एक स्थान है जो कि अम्ल से भरा हुआ है बल्कि यह कोशिकाएं हैं जो विशिष्ट रूप से अम्ल का उत्पादन करती हैं हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन की प्रतिक्रिया से लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है यह समझना कि यह हर कोई कोशिका नहीं है जो इस अम्ल का उपयोग भोजन को तोड़ने के लिए करती हैं और इसके जल्द ही बाद अम्ल आप जानते हैं वापस से अवशोषित हो जाता है अथवा जैसे आप जानते हो यह नष्ट हो जाता है तो समय की एक क्षणिक अवधि के लिए यदि मेरे पास आमाशय के लिए एक पीएच पैमाना है यदि आप इसके बारे में सोचते हैं कुछ इसके जैसा पीएच पैमाना यहां तो यदि मैं कहूं यह है यह 7 है और इसके आगे प्लस 7 है यह हमारे 7 के नीचे हैं उदाहरण के लिए देखें 7 से कम तो हम क्या पाएंगे यह वास्तव में है अम्लीय पक्ष तो पाचन के दौरान आधार रेखा परिमाण से इस तरह से यह वातावरण इस तरह से हो जाएगा एक निश्चित समयावधि के लिए यह चीज होगी तो हम इससे क्या अर्थ लगाते हैं आमाशय में कोशिकाएं समय की एक क्षणिक अवधि के लिए एक बहुत ही कम पीएच को सहन कर सकती हैं लेकिन उस प्रकार की क्रियाशीलता पाने के लिए हमें उस तरह की परिस्थितियां पैदा करनी होंगी तो यदि हम इन प्रकार की कोशिकाओं को संवर्धित कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि किस स्तर तक वे सहन कर सकती हैं उसी प्रकार से वहां कोशिकाएं हैं यदि आप उन्हें उस तरह के पीएच स्तर तक नीचे लाते हैं वह मर जाएंगी वह उस तरह की उच्च प्रोटॉन सांद्रता को सहन नहीं कर पाएंगी ठीक तो एक प्रणाली के पीएच को बनाए रखना बहुत ही नाज़ुक काम है और उस हद को जानना जिसे एक कोशिका सहन कर सकती हैं क्योंकि जब भी हम कुछ विकसित कर रहे हैं हम उन पदार्थों को नहीं हटा रहे होते जो कि कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं उस तरह की स्थिति को बनाना जहां पीएच स्वचालित रूप से विफल हो जाए वहां सदैव ही एक संभावना है और वहां सदैव ही कोशिका संवर्धन में एक जोखिम है कि आपकी संवर्धित डिश एक अम्लीय वृत्ति में चली जाए इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसमें व्यक्ति को बहुत ही सावधान रहना पड़ता है यह एक पहलू है उसी क्रम में दूसरा पहलू है कि हमने पीएच के बारे में चर्चा की अब जोड़ने के लिए जो कुछ भी हमने चर्चा की तो यहां अब हमने बात की है पीएच के बारे में अगला जिसके बारे में हम बात करेंगे उदाहरण के लिए देखें यहां पर एक डिश में कोशिकाएं विकसित हो रही हैं चिपकने वाली कोशिका माना कि यह सभी चिपकने वाली कोशिकाएं हैं और यह चिपकने वाली कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं यह मीडियम है जहां वे विकसित हो रही हैं अब इन परिस्थितियों में यह कोशिकाएं जो विभाजित हो रही हैं ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत इस मीडियम मे है क्योंकि इनमें से कोई भी कोशिकाएं अपने स्वयं का भोजन संश्लेषित नहीं कर रही हैं वह मीडियम पर निर्भर करती हैं उन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए अब दो चीजें हम परिचय करा रहे हैं व्यक्ति को जानना चाहिए किस प्रकार का मीडियम हम उपयोग में लाने जा रहे हैं क्योंकि यद्यपि मूल लवण घोल कमोबेश उतना ही रहेगा लेकिन शरीर में अलग जगहों पर शरीर के अलग हिस्सों में वहां विशिष्ट कोशिका प्रकार के लिए अन्य कई अतिरिक्त अणु हैं यह कोशिका प्रकार के अनुसार विशिष्ट हैं आप आश्चर्य करोगे वह कैसे हो रहा है तो वह चीज होती है उदाहरण के लिए देखें यदि आप अपने शरीर को लेते हो बिल्कुल वही पुरानी सादृश्यता जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दिया था यह कोशिकाओं की कालोनियां हैं आपके शरीर में कुछ लाल हैं कुछ हरी हैं कुछ नीली हैं इसके जैसी और रक्त वाहिकाएं इस तरह से चल रही हैं जो आवश्यक पोषक तत्वों को यहां ला रही हैं लेकिन फिर भी हर एक कोशिका प्रकार की अपनी एक विशिष्ट आवश्यकता है तो कई सारे कारक उदाहरण के लिए देखें इन नीली कोशिकाओं की कॉलोनी को जरूरत होगी वे ब्रदर्स और सिस्टर्स को घेरे हुए उन्हें स्रावित करती हैं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से या सीधे संपर्क के माध्यम से यह सभी आप जानते हो इस कोशिका को प्रेषित हो रही हैं अथवा रक्त इन विशिष्ट कहे तो हार्मोन या वृद्धि कारक को लाता है जिनके ग्राही विशिष्ट कोशिका प्रकार पर बहुत ही अनोखे हैं तो एक तरह से फिर मूलभूत सिद्धांत पर वापस आते हुए कि कोशिकाएं एक बहुत ही गतिशील वातावरण में अत्यधिक गतिशील वातावरण में तेजी से बदलती हैं जहां तक जब कभी हम एक संवर्धन करते हैं हम अनिवार्य रूप से एक बहुत ही स्थिर प्रतिरूप का पालन करते हैं कम से कम अभी तक अधिकतर प्रतिरूप जिनका पालन सारी दुनिया में किया जा रहा है बहुत ही स्थिर प्रतिरूप हैं तो हर एक कोशिका प्रकार को शायद आवश्यकता है यदि हम किसी भी विशिष्ट प्रकार की कोशिका के एक विशुद्ध संवर्धन को विकसित कर रहे हैं उदाहरण के लिए कहे हम इन नीली कोशिका को अलग से विकसित कर रहे हैं या अलग से लाल कोशिका को अथवा अलग से हरी कोशिकाओं को मेरा मतलब इन्हें उन विशेष अणुओं को प्रदान करने से हैं जो कि विशिष्ट कोशिका प्रकार के लिए हैं वह अधिकतर हार्मोन एवं वृद्धि कारकों के रूप में आते हैं जटिलता बढ़ती है यदि मुझे विकसित करना है उदाहरण के लिए कहें दो विभिन्न कोशिका प्रकारों को एक साथ उस परिस्थिति में देखें हरों को एक अलग प्रकार के वृद्धि कारक चाहिए लाल को एक अलग प्रकार के वृद्धि कारक चाहिए तो कैसे मैं सुनिश्चित करूं की हरे द्वारा ग्रहण किया गया वृद्धि कारक जो कि मैं बाहर से प्रदान कर रहा हूं यहां बाहर वे लाल से अंतःक्रिया नहीं करता वहां पर केवल एक मात्र संभावना है या तो लाल के पास इसके लिए एक ग्राही नहीं है तब आप बहुत भाग्यशाली हैं अथवा लाल के पास इसके लिए ग्राही होगा और वही जटिलता प्रदान करता है एक वास्तविक जीवन में क्या होता है वहां पर रक्त वाहिकाएं हैं जो कि ऊपर चढ़ रही हैं और वह सुनिश्चित करती हैं कि वह वहां बंधन बनाएं लेकिन प्रणाली के बाहर वह सुविधा खो जाती है तो वह एक बहुत ही नियंत्रित वातावरण में विकसित हो रही कोशिकाओं की जटिल परिस्थिति बनाती हैं आगे हमने इस बारे में बात की हमने ऊर्जा अणुओं की चर्चा की तो हर कोशिका यदि आप इसे देखोगे तो अधिकतर उनके त्वरित ऊर्जा स्रोत ग्लूकोज हैं तो हर एक मीडियम जिसे हमने विकसित किया है उनमें ग्लूकोस ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होगा और कार्बन का भी लेकिन वह कुछ समस्याओं की टोली के साथ आता है जो कि बाद में आएंगी हम ग्लूटामाइन का उपयोग करते हैं और अन्य स्रोतों की वहां पर कारण और तुकबंदिया हैं तो इसी के साथ मैं इस हिस्से को बंद करूंगा मैं उस आखिरी पूंछ के हिस्से को जोड़ लूंगा जो सब हमने आवृत किया तो हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की हमने बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की हमने कोशिका चक्र निर्विभेदन निर अनुकूलन के बारे में बात की और वास्तव में हमने सेल लाइंस की बात की और इनके बीच हमने थोड़ी सी बात प्राइमरी कल्चर के बारे में की और अब हमने अम्लीय और छारीय पीएच के बारे में बात की पीएच जिस पर अधिकतर कोशिकाएं एकत्रित होती हैं 7 है पीएच 7 और फिर हमने बात की मीडियम वृद्धि कारकों हारमोंस के बारे में और ऊर्जा अणुओ के आवश्यकता की अथवा कार्बन के स्रोत की तो यह बहुत ही मौलिक आधारभूत बातें हैं व्यक्ति को दिमाग में क्या रखना चाहिए जब वह कोशिका संवर्धन करने की योजना बनाता है और यदि आपके पास शरीर क्रियाविज्ञान की मूलभूत जानकारी है तब यह सभी चीजें बहुत ही काम आती हैं ठीक आप समझे मेरे शरीर को वह क्या सब चाहिए वहां पर भी सामान परिस्थितियां हैं या सामान परिस्थितियों के करीब जो कि मुझे प्रदान करनी होंगी अब यदि आपको याद हो जब हमने एक बहुत पहले की कक्षा में चर्चा की थी कि जब भी मैं कोशिकाओं को विकसित कर रहा हूं तो उदाहरण के लिए देखें यह मेरी इन वीवो शरीर क्रियाविज्ञान की जानकारी है अथवा शरीर क्रियाविज्ञान जो कि कोशिका के भीतर हो रहा है और यहां मैं इन विट्रो शरीर क्रियाविज्ञान के साथ हूं हमने इस बारे में जो भी बात की है इन विट्रो शरीर क्रियाविज्ञान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तनाव के रूप में बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स पीएच कोशिका चक्र माध्यम संवर्धन माध्यम के निश्चित रूप से और यह आपके पास ऊर्जा का स्रोत वृद्धि कारक और हार्मोन हैं अब इसके लिए सूक्ष्म चीज क्या है जानते हैं कोशिकाओं को इन सभी परिस्थितियों में विकसित करने के बाद जोकि हमारा उद्देश्य है कि आप जाने लगभग जितना करीब जा सके समान बिल्कुल समनुरूप तब हमें जो करना है कोशिकाएं जो कि यहां विकसित हो रही हैं उनके गुण विशेषताओं का मूल्यांकन होना चाहिए उदाहरण के लिए कहे कोशिका कुछ हद तक गतिविधि उत्पन्न करती हैं एक चिह्न के रूप में उदाहरण के लिए कहें या एक एंटी ऑक्सीडेटिव चिह्न क्षमता है और यह इसके एक पी मात्रक को उत्पन्न करता है अब मुझे इसकी तुलना इन वीवो परिस्थिति से करनी होगी यह कोशिका किस प्रकार से कार्य कर रही है और इस एक विशेष गुण स्वभाव का परिमाणीकरण मापदंड क्या है अथवा दरअसल में कईयों गुण विशेषताओं और यदि इन वीवो परिस्थिति के अंतर्गत उदाहरण के लिए देखें यदि मैं कहूं वाई एक्सिस में गतिविधि तो यदि एक विशिष्ट चीज की गतिविधि यहीं कहीं है उदाहरण के लिए कहे मैं इन विट्रो परिस्थिति से कितना दूर हूं क्या मैं इसके आगे बढ़ गया हूं क्या मैं इसके नीचे हूं या मैं इसे ज्यों का त्यों देखता हूं तो निर्भर करता है कि मैं कहां हूं मुझे इस कोशिका की जैविकी को समझना पड़ेगा जो कि किसी इन विट्रो व्यवस्था के अंतर्गत विकसित हो रही है या मैं कुछ कार्यकी को भी परिणत नहीं कर रहा हूं मैं यहां 0 पर हूं तो यह जगह जिसे मैं लाल से घेर रहा हूं वह है जो कि एक काल्पनिक पहलू पी मात्रक की इन विट्रो शरीर क्रियाविज्ञान हैं जिसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तो अब वास्तविक चुनौती आती है कि आपने संवर्धित कोशिका के कोशिका की शरीर क्रियाविज्ञान को कितना समझा है और कितना हमने उस विशिष्ट ऊतक की इन वीवो शरीर क्रियाविज्ञान को कितना समझा है जहां से आपने कोशिका नमूनों को उत्पन्न किया एक कृत्रिम स्थिति बनाने के लिए कृत्रिम अथवा संश्लेषित विकास की स्थिति ठीक तो मूलभूत शरीर क्रियाविज्ञान को समझना और इसे इन विट्रो शरीर क्रियाविज्ञान के साथ सहसंबंधित करना वास्तविक जीवन में आंकड़ों की एक प्रायोगिक वैधता के एक सफल क्रियान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एवं अभावों और कमियों को समझने के लिए आप क्या विकसित करने की प्रक्रिया में है जब आप यह कार्य करना जानते हैं तो इसके साथ यह हमारी पहली कक्षा है और दूसरा सप्ताह हम विन्यास और प्रारूपों पर आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारा उद्देश्य इस मूलभूत शुरुआत पर आगे बढ़ने का होगा मैं एक कोशिका संवर्धन सुविधा के विन्यास और प्रारूप पर आगे बढूंगा इसलिए मैं यहां पर बंद करूंगा कृपया बिंदुओं के माध्यम से जाएं और इस पर सोचें इस पर विचार करें और इस विषय के बारे में अपने खुद के शरीर क्रियाविज्ञान को स्थापित करें आपका धन्यवाद आपके धैर्य पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद